देखें हमने प्लास्टिक क्षेत्र के रूपांतर के साथ ही नमूने की मोटाई पर भी ध्यान दिया है तब क्या होता है जब दरार नमूने की लंबाई के साथ आगे बढ़ती है स्थिति कैसे होती है हम फिर से उस पर एक संक्षिप्त नजर डालेंगे नमूना की मोटाई पर प्लास्टिक क्षेत्र के आकार का परिवर्तन मैंने उल्लेख किया था कि यदि भार का कोई पुनर्वितरण नहीं माना जाता है तो नमूने की मोटाई पर प्लास्टिक क्षेत्र की भिन्नता इस प्रकार दी गई है और हम पहले से ही फ्रैक्चर यांत्रिकी के मामले में चर्चा कर चुके हैं मोटे नमूनों के लिए सतहों को समतल प्रतिबल में माना जाता है और आंतरिक भाग को विश्लेषण में सुविधा के दृष्टिकोण से समतल स्ट्रेन में माना जाता है लागू किए गए यांत्रिकी दृष्टिकोण से परिभाषा सख्ती से सही नहीं है फिर भी यह बहुत उपयोगी है और जो हमने चर्चा किया था वह था नमूना के आंतरिक में आप प्लास्टिक के क्षेत्र को इस रूप में देखते हैं जिसे तितली आकार के प्लास्टिक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है और इस प्रकार के प्लास्टिक क्षेत्र को प्रयोगों द्वारा पुष्ट किया जाता है चूंकि हम फोटोइलास्टिक फ्रिन्ज स्वरूप को भी देख रहे हैं आप जो प्रतिक्रिया कर सकते हैं वह आकृति फोटोइलास्टिक फ्रिन्ज के समान है अंतर यह है कि आप फोटोइलास्टिक फ्रिन्ज में अंतर नहीं रखेंगे वहां फ्रिंज दरार की नोक पर विलीन हो जाती हैं अनुमानित नमूना से सतह में जो कुछ दिया गया है वह यहां चिह्नित है यह विचार एक दृश्य चित्र देने के लिए है कि प्लास्टिक क्षेत्र की आकृति नमूने की मोटाई पर बदल जाएगी इस तरह से आपको यह परिणाम लेना है मान लीजिए मैं विचार करता हूं यहां तक कि पुनर्वितरण भी यह आकार कैसे बदलता है क्या होता है सतह पर सिकुड़न और आंतरिक पर क्षेत्र थोड़ा फैलता है जिसे आप ध्यान से एनीमेशन में देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि यह विस्तार करता है और यह एक छोटी मात्रा में सिकुड़ता है समतल स्ट्रेन और समतल प्रतिबल में समतल स्लिप अगला हम जो देखेंगे वह नमूने की लंबाई के साथ है यह प्लास्टिक क्षेत्र कैसे बदलता है और यह देखा गया है और प्रयोगों द्वारा पुष्टि की गई है हम पहले ही हैन और रोसेनफील्ड के मामले में देख चुके हैं इस अंदाज में प्लास्टिक क्षेत्र की आकृति दी गई है तो हम यह देखने जा रहे हैं कि इस जगह में फ्रैक्चर का तंत्र क्या है और कैसे यह बदल जाता है हम थोड़ी दूर पर देखते हैं और यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है कम प्रतिबल के स्तर पर एक हिन्ज प्रकार के प्लास्टिक क्षेत्र का समीक्षा करता है तो दरार की नोकके पास क्या होता है उच्च प्रतिबल के स्तर पर दरार क्षेत्र के समानांतर दिशा में दरार के सामने प्लास्टिक क्षेत्र को प्रोजेक्टेड किया जाता है अधिकतम कतरनी प्रतिबल की पहचान करने के तंत्र इस जगह के साथ साथ उससे दूरी पर भिन्न होते हैं इसलिए हम दरार नोक के करीब एक समतल को नज़दीक करेंगे और देखेंगे कि हम किस प्रकार के आदर्श बना रहे हैं आपको जो नोट करना होगा वह समतल स्ट्रेन की स्थिति में है और समतल स्ट्रेन के मामले में अधिकतम कतरनी प्रतिबल समतल x और y के समतल में है और समतल को इस तरह दिखाया गया है और आपको पहचानना हैं अधिकतम कतरनी प्रतिबल समतल अलग होगा जब आप समतल प्रतिबल में जाते हैं यह वास्तव में मायने रखता है यह तय करता है वह कौन सा तंत्र है जो दरार के प्रसार को रोकता है इसलिए शुरू में यह फटने की प्रक्रिया से प्रसारित होगा बाद में आप देखेंगे एक कतरनी लिप और चूंकि आपके पास इस तरह से अधिकतम कतरनी प्रतिबल समतल उन्मुख है आप यह भी देख सकते हैं कि एक नमूने के मामले में समतल स्लिपकैसे होता है तो जो दिखाया गया है आपके पास एक मोटा नमूना है यहाँ एक दरार है और क्योंकि अधिकतम कतरनी प्रतिबल समतल इस तरह है आपके पास स्लिप के समान पदार्थ होगी और यह दृश्य प्रयोजन के लिए एक अतिरंजित चित्र है और यह आगे एक छोटे से हिस्से द्वारा अतिरंजित है वह भी आप देखेंगे तो जो आप पाते हैं समतल इस तरह उन्मुख होते हैं बहुत कुछ वैसा ही जैसा आप यहाँ देख रहे हैं और आपके पास स्लिप इन सतहो की तरह होगी जितना संभव हो सके एक रेखा चित्र बनाने की कोशिश करें आप सभी पहलुओं को कब्जा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं लेकिन निश्चित रूप से आप अधिकतम कतरनी प्रतिबल समतल की पहचान कर सकते हैं और एक बार जब आप पदार्थ में आते हैं तो कई अन्य कारक निर्धारित करते हैं तो समतल इस तरह होंगे पदार्थ स्लिप होगी और यह विपरीत तीरों द्वारा इंगित किया गया है और एक दो आयामी चित्र भी दिखाया गया है तो स्लिप के कारण शुरू में दरार फटने से फैलती है तो यहाँ क्या होता है समतल स्ट्रेन के रूप में आदर्शीकरण और यह मान्यता कि अधिकतम कतरनी प्रतिबल समतल एक विशेष बनावट में उन्मुख है कि समतल कैसे हैं यह इस तरह है समतल ऐसे होते हैं और दरार फटने से फैलती है कम से कम आप इस दो आयामी वर्णन का एक साफ रेखा चित्र बनाते हैं यदि आप चित्रकारी में अपने कौशल को अलग करने की स्थिति में हैं तो आप इसे यथासंभव बारीकी से रेखा चित्र कर सकते हैं और जिस क्षण आप समतल प्रतिबल में जाते हैं स्थिति काफी भिन्न होती है और हम जो देख रहे हैं हम दरार के आगे एक समतल को देख रहे हैं और आप यहाँ क्या देख रहे हो अधिकतम कतरनी प्रतिबल के समतल इस तरह उन्मुख होते हैं यह वास्तव में समतल से बाहर का xy समतल है और यह मैंने उल्लेख किया है समतल प्रतिबल के मामले में सब कुछ समतल नहीं है हमने प्रतिबल टेंसर के साथ साथ स्ट्रेन टेंसर को भी देखा है और आपको पहचानना होगा अधिकतम कतरनी प्रतिबल समतल से बाहर है यह है इस तरह तो अगर आपके पास दरार है यह इस तरह होगा तो यह निर्धारित करता है कि स्लिपक्रिया कैसे होगी और वह एनीमेशन में दर्शाया गया है प्रारंभ में एक दो आयामी रेखा चित्र डाला जाता है तो आप देख सकते हैं कि स्लिप इस तरह होती है समतल स्ट्रेन के मामले में आपने जो देखा था उससे स्लिप का समतल काफी अलग है तो आप स्लिप की प्रक्रिया देख सकते हैं और इस आरेख को खींचना मुश्किल है लेकिन हमें इस बात का भी सबूत होना चाहिए कि क्या स्लिप में प्रक्रिया इस तरह से होती है और हमें प्रायोगिक परिणाम देखने और अपने आप को फिर से समझाने की जरूरत है कि यह क्या होता है इसलिए मैं क्या करूंगा मैं इसके लिए एनीमेशन दोहराऊंगा हम दरार के आगे एक समतल को देख रहे हैं मैंने कहा कि अधिकतम कतरनी प्रतिबल के समतल अलग हैं यह तय करता है कि स्लिप कैसे होगी और यह चित्र खींचना आसान है मुझे खुशी होगी आप इसे तीन आयामी चित्र के बजाय खींचते हैं इसलिए मेरे पास इस तरह स्लिप प्रक्रिया हो रही है और यह अत्यधिक अतिरंजित है नमूना प्रायोगिक साक्ष्य की लंबाई के साथ समतल स्ट्रेन से समतल प्रतिबल का परिवर्तन आप जानते हैं आप वास्तविक नमूने के मामले में वास्तविक कदम नहीं देखेंगे और जब आप वास्तव में एक खंडित नमूना देखते हैं तो हमने जो भी चर्चा की है उसमें देखा गया है प्रारंभिक चरण दरार फटने से फैलता है मुख्य रूप से समतल स्ट्रेन दरार से आगे जो आप पाते हैं वह एक कतरनी लिप है तो आपके पास एक प्रायोगिक साक्ष्य है और रोसेनफील्ड और उनके सहकर्मियों द्वारा रिपोर्ट किए गए परिणामों का एक बहुत अच्छा समूह भी है वास्तव में सतह पर प्लास्टिक क्षेत्र मोटाई पर और पीछे की सतह को मेरे छात्रों द्वारा तीन आयामी चित्र के रूप में इकट्ठा था और उन्होंने अच्छी तरह से इस एनीमेशन को प्रदान किया है और आप वास्तव में देखते हैं दरार के आगे स्लिप 45 डिग्री पर होती है इसलिए हमने जो भी चर्चा की है वह केवल एक अनुमान नहीं था यह वास्तव के प्रयोगों में देखा जाता है और यह वर्णन का एक बहुत अच्छा टुकड़ा है और यह एक यथार्थवादी एहसास देता है कि प्लास्टिक का क्षेत्र मोटाई के साथ साथ दरार की लंबाई के साथ कैसे बदलता है ये दो मुद्दे हैं जिन पर हमने गौर किया है प्लास्टिक क्षेत्र के आकार के आधार पर फ्रैक्चर टफनेसनमूना की न्यूनतम मोटाई अब हम क्या देखेंगे एक और पहलू जो हम प्लास्टिक क्षेत्र के आकार को देखकर समझते हैं हमने देखा है rp का मूल्य कैसे प्राप्त करें वह प्लास्टिक क्षेत्र का आकार है यदि प्लास्टिक क्षेत्र का आकार B25 से कम है जहां B नमूना की मोटाई है तो प्लास्टिक क्षेत्र का आकार बहुत छोटा है आप आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं कि समतल स्ट्रेन की स्थिति मौजूद है मान लीजिए आपके पास प्लास्टिक क्षेत्र का आकार B25 से 4 गुना अधिक है आप समझ सकते हैं कि स्थिति समतल प्रतिबल है तुम जानते हो ये समतल प्रतिबल के साथ साथ समतल स्ट्रेन के रूप में इसे कैसे देखा जाए इसके विभिन्न तरीके हैं क्योंकि फ्रैक्चर यांत्रिकी में हम समतल प्रतिबल और समतल स्ट्रेनकी शिथिल परिभाषाएँ रखते हैं समस्या बहुत जटिल है और जो महत्वपूर्ण है प्लास्टिक क्षेत्र आकार की समझ से हमारे लिए फ्रैक्चर टफनेस परीक्षण नमूने की न्यूनतम मोटाई का अनुमान लगाना भी संभव है तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जो दरार नोक पर प्लास्टिक विरूपण के मॉडलिंग का परिणाम है हमें क्या करना होगा KIC के एक प्रयोगात्मक निर्धारण के लिए आपको समतल स्ट्रेन की स्थिति बनाए रखना होगा और आप कैसे मान लेते हैं कि समतल स्ट्रेन की स्थिति मौजूद है यहाँ नमूना उचित रूप से मोटाई ले रहा है जैसे कि प्लास्टिक क्षेत्र का आकार बहुत छोटा है और जो सिफारिश की जाती है वह है कि नमूने की मोटाई 25 गुना प्लास्टिक क्षेत्र के आकार से अधिक होनी चाहिए और एक अभिव्यक्ति के रूप में यह पता चला है B को 25 गुना 13 pi गुणा KIC सिग्मा ys पूरे वर्ग से अधिक या बराबर होना चाहिए अगर आपको याद हो तो यह इरविनIRWIN'S मॉडल द्वारा समतल स्ट्रेन में प्लास्टिक क्षेत्र का आकार था और यदि आप सरल करते हैं तो मैं इसे 25 बार लिख सकता हूं क्योंकि 3 pi मैं इसे 10 के रूप में ले सकता हूं तो मैं इसे लिखूंगा B को 25 गुना KIC सिग्मा ys पूरे वर्ग से अधिक या बराबर होना चाहिए हमें पता है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सार्थक परिणाम है वास्तव में लोगों ने कई नमूनों का परीक्षण किया है परीक्षण के अनुभव से वे नमूने की मोटाई का आकार 25 गुना प्लास्टिक क्षेत्र आकार समान होनी चाहिए यांत्रिकी के दृष्टिकोण से भी आपको वह मिल सकता है फ्रैक्चर परीक्षण प्रारंभिक प्रयास Washington हमें पता है अगला विषय जो हम उठाएंगे वह है फ्रैक्चर परीक्षण वास्तव में एक बार जब आप परीक्षण करने जाते हैं तो यह पाठ्यक्रम का एक बहुत ही सूखा क्षेत्र होता है क्योंकि आपको कूट संकेत देखने और फिर शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है और वे शर्तें बहुत विस्तृत हैं इसलिए मैं जो भी करूंगा मैं पाठ्यक्रम के इस हिस्से को यथासंभव रोचक बनाने की कोशिश करूंगा और यह वांछनीय है कि हम शुरुआती प्रयासों को देखें और अगर आप देखें तो 1953 और 1956 के बीच नौसेना अनुसंधान प्रयोगशाला वाशिंगटन में परीक्षण किए गए यह दर्शाता है कि ऐक्रेलिक चादर के गर्म खिंचाव ने फ्रैक्चर के लिए पदार्थ प्रतिरोध में बहुत सुधार किया है इसलिए यदि आप देखें तो फ्रैक्चर परीक्षण पहले ऐक्रेलिक चादर पर किया गया था और यह 1953 और 1956 में वापस आ गया है और उन्होंने फ्रैक्चरटफनेसको मापा तो रैखिक लचीला फ्रैक्चर यांत्रिकी का पहला सफल आवेदन के रूप में एक एयरक्राफ्ट ग्लेज़िंग पदार्थ में उपयोग किए जाने वाले गर्म खिंचाव वाले ऐक्रेलिक के फ्रैक्चर टफनेस को मापना था और अगर आप विज्ञान के किसी भी विकास को देखें चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं कई विकास सैन्य आवेदन पर केंद्रित थे इसलिए आपके पास पहले विशेष विनिर्देश और मानकों की चर्चा सैन्य घेरे में होगी एक बार जब वे पाते हैं कि इसका उपयोग नागरिक आवेदन के लिए किया जा सकता है तो यह खुले साहित्य में सामने आएगा इस तरह की जांच के लिए भी यही हुआ इसलिए आपको समाज के लिए उपयोगी होने के लिए बहुत सचेत रहना होगा लेकिन वैज्ञानिकों को सेना को सहायता प्रदान करने के लिए भी कहा जाता है तो आपको इसे ध्यान में रखना होगा इसलिए एक मानकीकृत परीक्षण एक सैन्य विनिर्देश में संहिताबद्ध किया गया था और आप ध्यान दें यह 1953 और 1956 में था मैंने उल्लेख किया था जब हम विभिन्न प्रकार के नमूनों के लिए तनाव की तीव्रता के कारक पर चर्चा कर रहे थे तो केंद्र में दरार वाले तनाव नमूने को फ्रैक्चर टफनेस परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया गया था मैंने यह भी उल्लेख किया कि इरविनIRWIN'S के स्पर्शरेखा सूत्र का उपयोग प्रतिबल की तीव्रता कारक को सैद्धांतिक रूप से गणना करने के लिए किया गया था और इसका उपयोग ऐक्रेलिक चादर के लिए फ्रैक्चर टफनेस को खोजने के लिए किया गया था तो यह है कि लोग कैसे आगे बढ़े लेकिन अब आपके पास बहुत परिष्कृत नमूना ज्यामिति है और सीमा स्थिति समाधान भी है जो आपको प्रतिबल तीव्रता कारकों के सटीक मूल्य देता है और आपको यह भी ध्यान देना चाहिए कि ऐक्रेलिक चादर पर परीक्षणों के बाद वैज्ञानिक समुदाय ने उन धातुओं पर परीक्षण किया जो पतली प्लेटों के लिए थे उन्होंने वास्तव में मोटी प्लेटों का परीक्षण नहीं किया था यद्यपि हमने प्लास्टिक क्षेत्र के नमूना को एक्स्ट्रापोलेशन के रूप में चर्चा की थी समतल स्ट्रेन की स्थिति को बनाए रखने के लिए मुझे एक उपयुक्त नमूना मोटाई की आवश्यकता है यह ज्ञान उपलब्ध नहीं था यह अनुभव के आधार पर विकसित हुआ जैसा कि मैंने उल्लेख किया है शुरू में परीक्षण पतली प्लेटों पर थे हालांकि शोधकर्ताओं ने देखा है कि फ्रैक्चर व्यवहार पर प्लेट की मोटाई का एक मजबूत प्रभाव था 1960 में इरविनIRWIN'S ने प्रदर्शित किया कि मोटे धारा में उनके पतले समकक्षों की तुलना में कम फ्रैक्चर टफनेस है अब यह एक मानक ज्ञान है जो कोई फ्रैक्चर यांत्रिकी में एक पाठ्यक्रम करता है वह जानता है कि फ्रैक्चर टफ़्नस नमूना की मोटाई का फंक्शन है लेकिन यदि आप शुरुआती चरणों को देखते हैं तो वे अनुभव के आधार पर इस परिणाम पर पहुंचे और सहजता से उन्होंने प्रस्ताव करने की कोशिश की ऐसा क्यों होता है जब आप कहते हैं कि कुछ प्रदार्थ का गुण है तो इसे एक प्रदार्थ का गुण की तरह व्यवहार करना चाहिए उन्हें जो मिला वह एक प्रदार्थ का गुणकी तरह व्यवहार करता है केवल जब समतल स्ट्रेन की स्थिति संतुष्ट थी और यह भी दर्ज है कि पहले इस घटना का कोई स्पष्टीकरण नहीं था उपलब्ध नहीं था हालांकि इरविनIRWIN'S ने समतल स्ट्रेन के प्रभाव और प्लास्टिक क्षेत्र के घटे महत्व को सही ढंग से जिम्मेदार ठहराया देखिए पहले की चर्चा में मैंने उल्लेख किया था कि फ्रैक्चर यांत्रिकी के लिए प्लास्टिक क्षेत्र एक दोस्त है यही तो मैंने कहा समतल प्रतिबल के मामले में अब आप जानते हैं प्लास्टिक के क्षेत्र का आकार समतल स्ट्रेन की तुलना में बहुत बड़ा है तो प्रयोगों से पता चला फ्रैक्चर टफनेस के मामले में आपके पास क्या है समतल प्रतिबल से समतल स्ट्रेन बहुत नीचे है इरविनIRWIN'S द्वारा एक सहज समझ प्रदान की गई थी आगे चलकर आगे के प्रयोगों और चर्चाओं के द्वारा उनका परिणाम घोषित किया गया एक बार जब आप इस पर गौर करते हैं तो हमें मानकों के लिए जाना होगा यह एक दार्शनिक प्रश्न है एक मानक का उद्देश्य क्या है और हमें यह देखना होगा कि क्या यह उद्देश्य फ्रैक्चर परीक्षण में संतुष्ट है या नहीं और क्या विभिन्न मानक मौजूद हैं और अगर आप देखें तो एक मानक का उद्देश्य क्या है एक मानकीकृत परीक्षण को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मापी जा रही मात्रा स्वतंत्र परीक्षण प्रयोगशालाओं के बीच प्रजनन योग्य है आपके कई मापदण्ड हो सकते हैं परिशुद्धता के कुछ स्वीकार्य डिग्री के लिए परीक्षण के परिणाम परीक्षण संचालक से स्वतंत्र होते हैं परीक्षण करने वाली प्रयोगशाला और परीक्षण उपकरण के विशिष्ट ब्रांड का उपयोग किया जाता है आप जानते हैं यह भी बहुत महत्वपूर्ण है आप यह नहीं कह सकते हैं यदि आपको फ्रैक्चर परीक्षण करना है तो आपको केवल एक स्रोत से मशीन खरीदनी होगी आपके पास एकाधिकार नहीं हो सकता है इसलिए जब मैं एक मानक विकसित करता हूं तो प्रक्रिया अच्छी तरह से स्थापित होनी चाहिए यह इन सभी मामूली बदलावों के लिए जिम्मेदार है फिर भी एक निश्चित स्तर की सटीकता के साथ अंतिम परिणाम देते हैं तो यह एक पहलू है एक मानक का उद्देश्य क्या है अन्य अधिक मांग मानदंड है मापी जा रही मात्रा एक प्रदार्थ का गुण है जिसे बाद के अनुप्रयोगों में एक डिजाइन चर के रूप में उपयोग किया जा सकता है वास्तव में यह फ्रैक्चर यांत्रिकी मानकों से बहुत अच्छी तरह से संतुष्ट है क्योंकि हम फ्रैक्चर टफ़्नस को मापने जा रहे हैं और वही यहाँ चित्रित किया गया है मापी गई मात्रा की एक भौतिक व्याख्या है इसे मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक से स्वतंत्र वह अन्य भौतिकी अनुप्रयोगों में इस्तेमाल किया जा सकता है इसलिए हम सभी समझते हैं कि आपको यह जांच करनी है कि फ्रैक्चर अस्थिरता होगी या नहीं हम मापदण्ड फ्रैक्चर टफ़्नस का उपयोग कर सकते हैं इसलिए यदि आप वास्तव में फ्रैक्चर यांत्रिकी में मानकों को देखते हैं तो परिक्षण पदार्थ का अमेरिकन संस्था द्वारा बनाई गई फ्रैक्चर टफ़्नस परीक्षण अधिक मांग मानदंड को पूरा करता है जिसका उपयोग अन्य भौतिकी अनुप्रयोगों के लिए किया जाना चाहिए और यदि आप यह देखते हैं कि लोग मानक विकसित करने में कैसे आगे बढ़े हैं तो ज्यादा मजबूत चादर पदार्थ के फ्रैक्चर परीक्षण पर एएसटीएम विशेष समिति हैं क्योंकि ये एयरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए गए थे यह संघीय सरकार द्वारा नियुक्ति किया गया था 1959 में जांच करने के लिए USA में सरकार है जो राष्ट्रीय महत्व की धातु विफलताओं की एक श्रृंखला थी विचार यह है कि लागत का पता लगाएं और कम करें कि क्या वे ऐसी विफलताओं को रोक सकते हैं इसलिए आपको सभी प्रथाओं में एक मानक होना चाहिए और मानक का पालन करना चाहिए और यदि आप इतिहास को देखें तो एएसटीएम समिति E 24 जिसे अब E 08 के रूप में नामित किया गया है एएसटीएम विशेष समिति का नतीजा है जिसे 1959 में स्थापित किया गया था और किसी भी विकास में इतिहास को जानना बहुत महत्वपूर्ण है और यदि आप साहित्य को देखते हैं तो 1987 में बार्सौम ने फ्रैक्चर अनुसंधान का एक सुसंगत इतिहास प्रदान किया है जो मानकों की प्रारंभिक श्रृंखला का नेतृत्व करता है आप जानते हैं लोगों ने पुनरावृति के प्रयास किए हैं अपने अनुभव के आधार पर वे मानकों पर खरे उतरे हैं और यदि आप वास्तव में मानकों के इतिहास को देखते हैं तो मानकों को वापस लिया जा सकता है मानकों को फिर से लागू किया जा सकता है मानकों को संशोधित किया जाएगा तो इससे जुड़ा एक जीवन है यह नहीं है एक बार a मानक की घोषणा की जाती है यह a हो जाता है किसी भी लम्बाई के लिए a मानक बना रहता है लोग जैसा कि अधिक से अधिक अनुभव करते हैं उन समझ को शामिल किया जाता है यदि आवश्यक हो तो मानक भी वापस ले लिया जाता है तो आपको इसे ध्यान में रखना होगा और अगर आप एक साधारण तनाव परीक्षण की तुलना में देखते हैं फ्रैक्चर टफ़्नस का मूल्यांकन करने के लिए जाँच ज्यादातर शामिल है और कई आवश्यकताओं को पूरा किया जाना है यही आधार भिन्न है और हमने पहले ही उल्लेख किया है कि फ्रैक्चर टफ़्नस नमूना मोटाई का एक फंक्शन है और किसी को समतल प्रतिबल और समतल स्ट्रेन मामलों के लिए उचित मूल्यों का उपयोग करना चाहिए इसलिए एक बार जब आप इसे पहचान लेते हैं तो यह मोटाई का एक फंक्शन है अगर मैं एक संरचना रखता हूं जो मुख्य रूप से समतल प्रतिबल में है तो मुझे केवल समतल प्रतिबल की स्थिति के लिए लागू फ्रैक्चर टफ़्नस का उपयोग करना चाहिए अगर मैं समतल स्ट्रेन के लिए उपयोग करता हूं तो मुझे बहुत अधिक गुंजाइश मिलेगी कि मैं अपने ढांचे को अत्यधिक डिजाइन कर रहा हूं तो आपको इस बारे में सावधान रहना होगा कहा जा रहा है कि आपको फ्रैक्चर टफ़्नस में समतल स्ट्रेन को मापने साथ ही समतल प्रतिबल में फ्रैक्चर टफ़्नस में सक्षम होना चाहिए और अगर आप देखें तो समतल स्ट्रेन फ्रैक्चर टफ़्नस परीक्षण की प्रक्रिया अच्छी तरह से विकसित है और परीक्षण का संचालन करने के लिए कूट संकेत मौजूद हैं और यही हम इस अध्याय के प्रमुख भाग में शामिल करेंगे समतल प्रतिबल परीक्षण की प्रक्रिया अभी भी विकसित हो रही है और आपको एक मजेदार जानकारी विख्यात करनी होगी टफ़्नस मूल्य भी पट्टी की चौड़ाई का एक फंक्शन है चित्र में बहुत सारे मापदण्ड आ रहे हैं यदि मैं विभिन्न चौड़ाई के पट्टी का उपयोग करता हूं तो फ्रैक्चर टफ़्नस भी बदल जाती है तो यह आपको ध्यान में रखना है तो इससे आपकी परिक्षण भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है नमूना मोटाई के एक फंक्शन के रूप में फ्रैक्चरटफ़्नस और आप देख सकते हैं नमूना मोटाई के एक फंक्शन के रूप में फ्रैक्चर टफ़्नस हैं X अक्ष पर आपके पास मिलीमीटर में मोटाई है Y अक्ष पर इसे KC के रूप में रखा जाता है देखें समझ यह है कि अगर हम KC के रूप में रखते हैं तो यह एक महत्वपूर्ण प्रतिबल तीव्रता कारक है हम उस मोड I को छोड़ रहे हैं क्योंकि मोड I में वह प्रमुख है जिसका लोगों ने विश्लेषण किया है और आपके पास इस तरह की भिन्नता है तो यह लगभग 120 एमपीए मूल मीटर पर स्थिर होता है जबकि यह उच्च जा सकता है इस्पात के लिए लगभग 200 एमपीए मूल मीटर के आसपास तक है और आपके पास एक एल्यूमीनियम मिश्र धातु के लिए समान ग्राफ भी है यह 7075 t6 t65 है यहाँ फिर से आप पाते हैं कि प्रवृत्ति समतल प्रतिबल से समतल स्ट्रेन तक है मूल्य में एक गिरावट है और या फिर स्थिर हो जाता है यह लगभग 35 एमपीए मूल मीटर है यह समतल प्रतिबल के मामले में 70 एमपीए मूल मीटर जितना ऊंचा हो सकता है और अगर कोई सतर्क है तो आप पाएंगे मोटाई एक एल्यूमीनियम मिश्र धातु के लिए अलग है और इस्पात डेटा के लिए मोटाई अलग है आप कहते हैं कि यह समतल स्ट्रेन है जब यह लगभग 50 मिलीमीटर मोटाई का होता है जबकि यहाँ 15 मिलीमीटर की मोटाई भी समतल स्ट्रेन की स्थिति में होती है यह महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति एक नई पदार्थ के साथ आता है तो एक प्राथमिकता जिसे आप नहीं जानते हैं न्यूनतम मोटाई क्या है जो एक समतल स्ट्रेन फ्रैक्चर टफ़्नस परीक्षण के लिए आवश्यक है आपको एक अनुमानित काम करना होगा हम वह सब देखेंगे इसीलिए एक साधारण तनाव परीक्षण की तुलना में परीक्षण अधिक चुनौतीपूर्ण है और जाहिर है अगर यह प्रदार्थ का गुण नहीं है तो लोग फ्रैक्चर टफ़्नस का मूल्यांकन करने के लिए इतने पैसे का निवेश नहीं करेंगे और जैसा कि मैंने उल्लेख किया था और ग्राफ़ के रूप में भी दिखाया गया था फ्रैक्चर टफ़्नस केवल प्रदार्थ का गुणबन जाती है जब प्रयोग में समतल स्ट्रेन की स्थिति पूरी होती है तो आपको इसे विभिन्न तरीकों से हासिल करना होगा हमने देखा है दरार की नोकपर एक समतल स्ट्रेन की स्थिति प्रदान करने के लिए नमूना मोटाई का आकलन करने के लिए कैसे पर्याप्त है यह नमूना मोटाई पर एक न्यूनतम मांग लागू करता है एक नई पदार्थ के लिए इसे परीक्षण और त्रुटि द्वारा प्राप्त किया जाना है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है इसका मतलब है कि आप पूरी जाँच करते हैं यदि जाँच मानदंड संतुष्ट नहीं हैं तो आपको इसे रद्दी करना होगा फ्रैक्चर टफ़्नस परीक्षण अधिक महंगा है ध्यान रखें एक तनाव परीक्षण बहुत सरल है तनाव परीक्षण के मामले में भी नमूना तैयार करना कहीं अधिक सरल है एक बार जब आप फ्रैक्चर टफ़्नस परीक्षण करने के लिए आते हैं तब भी नमूना तैयार करना काफी शामिल होता है और कल्पना करें परीक्षण के अंत में यदि समतल प्रतिबल की स्थिति संतुष्ट नहीं है तो आपको परीक्षण को रद्दी करना होगा वह भी महंगा है हम देखेंगे कि लोगों ने इन परिदृश्यों को कैसे संभाला है और एक और आवश्यकता है परीक्षण के लिए मान्य होने के लिए एक प्राकृतिक दरार के साथ परीक्षण करना चाहिए देखें इसकी बहुत अधिक मांग है देखें जब आपके पास एक नमूना है और आप किसी विशेष स्थान पर एक प्राकृतिक दरार चाहते हैं तो यह एक सरल कार्य नहीं है आपके पास एक वास्तविक संरचना है क्योंकि कई कारणों से दरारें विकसित हुई हैं और आप विश्लेषण करना चाहते हैं कि संरचना कैसे विफल हो रही है यह एक अलग मुद्दा है परीक्षण के दृष्टिकोण से आपको समतल स्ट्रेन की स्थिति को बनाए रखना होगा आपके पास एक प्राकृतिक दरार भी होगी ऐसा नहीं है कि आप केवल एक लम्बा छेद लगाते हैं और फिर कहते हैं कि आप परीक्षण कर सकते हैं आपको एक प्राकृतिक दरार विकसित करनी होगी यह एक कठिन काम है और जो किया जाता है फ़ैटिग् भार द्वारा एक प्राकृतिक दरार प्राप्त करने के लिए विशेष चिह्न की सिफारिश की जाती है और आप पाएंगे प्रतिबंध भी होंगे कि कैसे फ़ैटिग् भार का काम किया जाता है आपको भार ऐसे तरीके से नहीं करनी चाहिए जिससे आप अत्यधिक प्लास्टिक क्षेत्र विकसित कर सकें आपको केवल उचित सीमा का चयन करना चाहिए ताकि आपको एक प्राकृतिक दरार मिल जाए और हम देखेंगे विशेष निशान होने से आप उस समतल को नियंत्रित कर सकते हैं जिसमें दरार का प्रसार होगा परीक्षण की आवश्यकता और परीक्षण की आवश्यकताएं क्या हैं आप नमूना आयामों पर अड़चनें हैं आप सभी जानते हैं कि हमें समतल स्ट्रेन की स्थिति को बनाए रखना होगा यह थोपना है कि मोटाई क्या होनी चाहिए एक बार जब आप मोटाई तय कर लेते हैं तो अन्य सभी मापदंडों का फैसला किया जाएगा और मैंने पहले ही उल्लेख किया था आपको एक प्राकृतिक दरार की आवश्यकता है यह फ़ैटिग् भार द्वारा किया जाना है और आपके पास कुछ प्रतिबंध होंगे कि यह फ़ैटिग् भार कैसे लागू किया जाता है तो आपके पास फ़ैटिग् पूर्व दरार प्रतिबंधित है एक बार जब आप एक प्राकृतिक दरार के साथ एक नमूना लेते हैं तो आप किस भार दर पर परीक्षण का संचालन करेंगे उसके लिए सिफारिशें हैं क्योंकि यदि आप फ्रैक्चर की टफनेस परीक्षण को देखते हैं तो आपके पास एक प्राकृतिक दरार के साथ नमूना है और फिर बस निरसीयभार लागू करें आप नमूना टूटने तक भार करते हैं तो एक फ्रैक्चर टफनेस परीक्षण के बाद नमूना को एक निरसीयभार द्वारा पूरी तरह से तोड़ा जाना चाहिए तो आपके पास भार की सिफारिशें हैं इस सब के बाद आपको फ़ैटिग् पूर्व दरार का पोस्टमॉर्टम करना होगा क्योंकि यह तय करने वाला है कि क्या दरार उस तरह से थी जैसा कि आपको परीक्षण को स्वीकार करने के लिए होना चाहिए तो इस स्तर पर यदि दरार ठीक नहीं है तो आपको परीक्षण को रद्दीकरना होगा फिर आपको परीक्षण को फिर से करना होगा और उसके लिए आपके पास मानक हैं आपके पास एएसटीएम E399 06 है 06 उस वर्ष को दर्शाता है जिसमें इसे अनुमोदित या प्रचारित किया गया था क्योंकि इसका एक जीवन है यह 90 के दशक में वापस विकसित किया गया था कई संशोधनों को शामिल किया गया है और नवीनतम 2006 के साथ है और यह धातु पदार्थ का KIC है और इससे जुड़ी एक प्रथा भी है जहां लोग कुछ संशोधन करते हैं और आपके पास एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं के लिए है एक एएसटीएम मानक अभ्यास बी 645 ने 2007 में सूचना दी थी और आपको ध्यान रखना होगा मैं केवल एक स्वाद देने जा रहा हूं कि ये शर्तें कैसे पूरी होती हैं जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया था कूट संकेत लगातार सुधारे जाते हैं और नए कूट संकेत पुराने की जगह लेते हैं तो सलाह है कि वर्तमान अभ्यास के लिए कूट संकेत E399 और B645 और उनके संशोधन देखें इसलिए हम जो भी चर्चा करते हैं उसके कुछ पहलू पुराने हो सकते हैं या बने रह सकते हैं केवल समय ही कहेगा कैंडिडेट फ्रैक्चर टफनेस और आप क्या करते हैं आपके पास एक अन्य अवधारणा भी है जिसे कैंडिडेट फ्रैक्चर टफ़्नस कहते हैं तो इसका मतलब है जब मैं फ्रैक्चर टफ़्नस परीक्षण करता हूं तो परीक्षण के अंत में मुझे जो भी मिलता है उसे KQ के रूप में अंकित किया जाता है जिसे कैंडिडेट फ्रैक्चर टफ़्नस कहा जाता है क्या यह कैंडिडेट फ्रैक्चर टफ़्नस के रूप में योग्य हो सकता है आपको प्रयोग के अंत में अपने नमूने के परीक्षण और पोस्टमार्टम का जो भी तरीका है उसकी जाँच करनी होगी यदि यह सभी जाँच मानदंडों को पूरा करता है तो आप कहते हैं कि KQ को KIC के रूप में लिया जा सकता है अन्यथा आपको उस परीक्षण को अस्वीकार करना होगा और परीक्षण को फिर से करना होगा इस प्रकार मानक E399 संचालित होता है यह वही है जो संक्षेप में है केवल जब परीक्षणों की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है तो इसे KIC के रूप में स्वीकार किया जाता है प्रायोगिक मापदंडों का पोस्टमार्टम फ्रैक्चर टफ़्नस परीक्षण के लिए अद्वितीय है आप तनाव परीक्षण के मामले में कोई पोस्टमार्टम नहीं करते हैं आप एक नमूना लेते हैं जाओ इसे तोड़ो और आपको पता चलता है कि यील्ड की ताकत क्या है यह बहुत अच्छी तरह से सुव्यवस्थित है और यह उतना ही सरल है यहां तक कि यह महंगा है यदि आप फ्रैक्चर टफ़्नस परीक्षण के लिए आते हैं तो यह बहुत अधिक महंगा है और वे कौन से नमूने हैं जिनका उपयोग आप फ्रैक्चर टफ़्नस परीक्षण के लिए कर सकते हैं देखिए मैंने कहा था शुरुआती चरणों में उन्होंने सीसीटी नमूना का उपयोग किया था लेकिन अब आपके पास विभिन्न नमूनों की सूचना दी गई है लेकिन मूल धारणा है उन नमूनों का चयन करें जिनके लिए प्रायोगिक मापदंडों से SIF के मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए सटीक विश्लेषणात्मक अभिव्यक्तियाँ मौजूद हैं क्योंकि आप क्या करने जा रहे हैं हम यह पता लगाने जा रहे हैं कि परीक्षण नमूने के लिए फ्रैक्चर किस भार पर होता है भार के उस मूल्य के लिए नमूने की दी गई ज्यामिति के लिए आप यह पता लगाएंगे कि प्रतिबल तीव्रता कारक क्या है वह प्रतिबल तीव्रता कारक आप इसे KIC फ्रैक्चर टफ़्नस के रूप में कहेंगे इसलिए आपको सटीक विश्लेषणात्मक अभिव्यक्ति की आवश्यकता है इसलिए लोगों ने क्या किया है लोगों ने सीमा स्थिति प्रकार के दृष्टिकोण से किया है संख्यात्मक रूप से इन मानक ज्यामितीय हल किए गए हैं और यह पता लगाने के लिए अनुभवजन्य संबंधों पर पहुंचे हैं कि त्रुटि समुदाय के भीतर K का मूल्य क्या है वह सब हम देखेंगे और आपके पास सघन तनाव नमूना है जिसे सीटी नमूना के रूप में जाना जाता है हम एक मानक भी देखेंगे और कहेंगे कि बाद में इनका वर्णन कैसे किया जाएगा और आपके पास 3 बिंदु मोड़ नमूना है यह एक टीपीबी नमूना है तो फिर तुम एक C नमूना और एक डिस्क के आकार का सघन तनाव नमूना है इनमें से प्रत्येक नमूने का उपयोग एक विशेष प्रकार के अनुप्रयोग के लिए किया जाता है यह प्लेट पदार्थ के लिए उपयोगी है तो आप सीटी नमूने के लिए जाते हैं जब आपके पास एक प्लेट पदार्थ होता है जब आपके पास एक पाइप होता है तो C नमूना के लिए जाएं जब आपके पास एक गोल पदार्थ होता है तो डिस्क के आकार के सघन तनाव नमूने के लिए जाएं और आपको जो ध्यान देना होगा वह यह है कि आपके पास विशेष अनुप्रयोगों के लिए लघु सघन तनाव नमूने भी हैं देखिए आपका मन करता है इनमें से कुछ आकर्षक मिश्र बहुत महंगे हैं आपके पास एक बड़ा नमूना नहीं हो सकता है और हम देखेंगे नमूना आकार प्रतिबंध लोग बहुत छोटे नमूने लेकर भी पहुंचे हैं वास्तव में यदि संभव हो तो मैं इसे अगली कक्षा में लाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि नमूने कैसे दिखते हैं सघन तनाव सीटी नमूना और यह संख्या दिखाता है कि एक सघन तनाव नमूना कैसा दिखता है आप इसका 2D रेखा चित्र बना सकते हैं और आपके पास यहां क्या है मोटाई के रूप में w2 दी गई है और यदि आप देखते हैं कि दरार को कैसे मापा जाता है तो इसे भार अमल बिंदु से फ़ैटिग् दरार के अंत तक मापा जाता है और अगर आप सभी फ्रैक्चरटफ़्नस के नमूनों को देखें तो हमारे पास दरार की लंबाई लगभग 05 w होगी हम इसे शर्तों में से एक के रूप में देखेंगे तो आप चाहते हैं कि एक w अनुपात 05 के आसपास हो दरार पर्याप्त रूप से लंबी है और आपके पास बहुत सख्त नामकरण है छिद्रों की दूरी क्या होनी चाहिए डायल क्या होना चाहिए और गुंजाइश क्या है ये यहां नहीं दिखाए गए हैं यदि आप एक मानक लेते हैं तो वे यह भी देंगे कि इनमें से प्रत्येक आयाम के लिए क्या गुंजाइश होनी चाहिए और महत्वपूर्ण पहलू यह है एक प्राथमिकता जिसे आप नहीं जानते हैं किसी दिए गए पदार्थ के लिए B का मूल्य क्या है यह वह जगह है जहाँ चुनौती निहित है तो आपको होशियारी से एक अनुमानित कार्य करना होगा और फिर अपना नमूना तैयार करना होगा मुझे समतल स्ट्रेन स्थिति को आश्वस्त करने के लिए न्यूनतम नमूना मोटाई की आवश्यकता है यदि मेरा अनुमानित काम गलत है तो आपको परीक्षण दोहराना होगा और इसके लिए आपके पास अभिव्यक्ति भी हैं कृपया अपने नोट्स में इस पर नोट बनाएं KI को PB w पॉवर आधा गुणा दो प्लस aw गुणा 0886 प्लस 464 aw माइनस 1332 aw पूरी वर्ग प्लस 1472 aw पूरे घन माइनस 56 aw पूरी पॉवर 41 माइनस aw पूरी पॉवर 32 है और मानक भी देता है सटीकता क्या है KI का मान 05 प्रतिशत तक सही है यह aw अनुपात से 02 aw और 1 aw के बीच 02 और 1 से मान्य है मैंने कहा था आपके पास 05 के आसपास aw घूमने से होगा यह कि सभी नमूनों का उल्लेख फ्रैक्चर टफ़्नस परीक्षण के मामले में किया गया है और आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए मैंने परमाणु स्थापना के मामले में उल्लेख किया था विकिरण के संपर्क में आने से पदार्थ घट जाती है इसलिए मानक अभ्यास है वे रिएक्टर के अंदर फ्रैक्चर टफ़्नस के नमूनों का स्टाक करते हैं और समय समय पर उन्हें बाहर निकालते हैं और फ्रैक्चरकी टफ़्नस का पता लगाते हैं और देखते हैं कि फ्रैक्चर टफ़्नस समय के एक फंक्शन के रूप में कैसे बदल जाती है और उस उद्देश्य के लिए सीटी नमूना की सिफारिश की जाती है क्योंकि यह बहुत सघन है इसीलिए इसे सघन तनाव नमूना कहा जाता है तीन बिंदु झुकाव नमूना और अगले नमूने जो लोकप्रिय रूप से उपयोग किया जाता है वह तीन बिंदु झुकाव नमूना है वास्तव में यह नमूना किसी भी अन्य नमूनों की तुलना में निर्माण करना बहुत आसान है इतना ही नहीं तीन बिंदु झुकाव नमूना भार करने के लिए भार स्थिरता भी बहुत सरल है तो यह उस दृष्टिकोण से एक बहुत लोकप्रिय नमूना है यही कारण है कि मानक आपको एक किस्म देते हैं आप एक दो आयामी रेखा चित्र बनाते हैं मेरा तीन आयामी प्रतिरूप है आप इसे हमेशा दो आयामी रेखा चित्र के रूप में बना सकते हैं और हम यह भी देखेंगे कि प्रतिबल तीव्रता कारक के लिए अभिव्यक्ति क्या है और इस के रूप में दिया जाता है KI बराबर P गुणा SB w पावर 32 गुणा 3 गुणा aw पूरे पावर आधा है यह गुणा 199 माइनस aw गुणा 1 माइनस aw गुणा 215 माइनस 393 aw प्लस 27 aw पूरे वर्ग 2 गुणा 1 प्लस 2 aw गुणा 1 माइनस aw पूरे पावर 32 है और आपको यह जानना होगा कि S का मूल्य क्या है यहाँ S के बराबर 4 गुना नमूने की चौड़ाई है यह लंबाई S के रूप में ली गई है और अभिव्यक्ति KI के लिए 05 प्रतिशत तक सटीक है और आप जानते हैं आपके पास अन्य नमूने भी हैं हम इसे अगली कक्षा में देखेंगे और हम दो मुद्दों पर गौर करेंगे नमूना आयामों पर क्या अड़चनें हैं जिन्हें हमने पहले ही देख लिया है आपके पास B जो 25 गुना KIC सिग्मा ys पूरे वर्ग से अधिक होना चाहिए और हम इसे अगली कक्षा में भी देखेंगे शेवरॉन निशान मेरी दिलचस्पी चर्चा करने के लिए है एक शेवरॉन निशान क्या है क्योंकि मैंने कहा कि फ्रैक्चर टफ़्नस परीक्षण करने के लिए आपको एक प्राकृतिक दरार की आवश्यकता है और हम चाहते हैं कि दरार हमारी पसंद के समतल में हो और इसे एक विशेष बनावट में प्रसारित किया जाना चाहिए यह एक शेवरॉन निशान में सुनिश्चित किया है मैं आज आपको पूरा जवाब देने वाला नहीं हूं आपको एक रेखा चित्र बनाना होगा और चित्रकारी में अपने अनुभव से आपको कल्पना करनी चाहिए कि निशान का तीन आयामी प्रतिरूप कैसा दिखेगा आप इसका एक रेखा चित्र बनाते हैं मेरे पास इस तरह की रेखा हैं और यह स्लॉट की चौड़ाई है स्लॉट की चौड़ाई w10 से कम के रूप में दी गई है और मानक कहता है 16 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए इन सभी को आपको संतुष्ट करना होगा जब आप वास्तव में एक समस्या करते हैं तो आपको पता होगा कि यह कैसे करना है स्लॉट को 045 w तक मशीनड है लंबाई क्या है इसे कम से कम 005 w फ़ैटिग् से बढ़ाया जाता है तो आपके पास क्या होगा निशान के अंत में आपके पास एक फ़ैटिग् दरार होगी अब सवाल यह है कि फ़ैटिग् दरार समतल और उसके अभिविन्यास को कैसे नियंत्रित किया जाना है यह निशान के डिजाइन पर निर्भर करता है और मुझे इस से गुजरते हुए एक समतल रखना चाहिए शेवरॉन निशान के विचार का उपयोग फ़ैटिग् की उत्पत्ति और समतल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है और आप जानते हैं आपके पास एक सुराग है निशान कैसा दिखेगा लेकिन मैं इसके ऊपर एक समतल लगाऊंगा और आपके लिए व्यायाम आपके चित्रकारी के ज्ञान से है जब नमूना इस तरह काटा जाता है तो शेवरॉन निशान का आइसोमेट्रिकदृश्य क्या होगा मुद्दा यह है कि यह दरार की उत्पत्ति और दरार के मूल को नियंत्रित करता है इसे एक अभ्यास के रूप में करें और अगली कक्षा में आएं इसलिए इस वर्ग में हमने जो देखा है वह प्लास्टिक क्षेत्र नमूना की मोटाई पर और साथ ही नमूना की लंबाई के साथ कैसे बदलता है हमने देखा है कि समतल स्ट्रेन के मामले में स्लिप समतल क्या हैं और समतल प्रतिबल के मामले में स्लिपसमतल जो कि रोसेनफील्ड और उनके सहकार्यकर्ता के प्रायोगिक परिणाम द्वारा मंडित किए गए थे फिर हम टफ़्नस परीक्षण के लिए फ्रैक्चर पर चले गए हमने दो नमूना आयामों को देखा है हम अन्य नमूनों को अगली कक्षा में देखेंगे और एक विचार शेवरॉन निशान की क्या आवश्यकता है इसके बारे में बताया गया और मैं चाहूंगा कि आप शेवरॉन निशान के एक संभावित आकार को रेखा चित्र करें क्योंकि यह बनाना मुश्किल है इसे बनाने के लिए आपको विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है धन्यवाद